शब्द संग्रह त्रुटि इंटीग्रेटर नियंत्रक स्टेप रिस्पांस इंटीग्रल कंट्रोल स्थिरता वृद्धि समय शुभ दोपहरअब तक जो हमने देखा है उसे ध्यान में रखते हुए अब हमें उचित रूप से एक नियंत्रक बनाना है अब हम प्रदर्शन को देखते हैं प्रदर्शन की पहली आवश्यकता क्या है प्रदर्शन की पहली आवश्यकता यह है किनियंत्रण में प्रदर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता हैपहला है स्टेडी स्टेट प्रदर्शन और दूसरा है क्षणिक प्रदर्शन सामान्यतः स्टेडी स्टेट प्रदर्शन क्षणिक प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है बस इस तथ्य के कारण कि यह प्रदर्शन बहुत लंबे अंतराल पर होता है सामान्यतः औद्योगिक स्वचालन में निर्धारित बिंदु मैं परिवर्तन बहुत हद तक कम ही होता है उदाहरण के लिए अगर आप पावर स्टेशन बॉयलर लेते हैं तो उसका सेट प्वाइंट दिन भर में आमतौर पर 7 8 9 बार या उससे कम बार ही बदलता है इसलिए जब सुबह में लोड बढ़ता है तो सेट प्वाइंट बदलेगा शाम में मान लीजिए 1000 या 1100 बजे के बाद जब लाइटिंग लोड कम होने लगता है उस समय आपको सेट प्वाइंट कम करना होगा इसका मतलब है यहां पर सेट पॉइंट में बदलाव कम गिना चुना ही होता है और इस बीच में सेट पॉइंट्स को सामान्यतः बनाए रखा जाता है यह बहुत सारे प्रोसेस उपकरणों के लिए होता है इसलिए अगर आपके पास प्रदर्शन के नियम हैं जो उस चरण में कायम होते हैं जब सेट प्वाइंट स्थिर रहता है आमतौर पर इसे उन त्रुटियों से ज्यादा गंभीर माना जाता है जो तब हो सकता है जब सेट प्वाइंट बदल रहा हो या फिर सेट प्वाइंट के बदलने के तुरंत बाद छोटी अवधि के लिए इसलिए हम सबसे पहले स्टेडी स्टेट प्रदर्शन को सुनिश्चित करना चाहेंगे और इसके लिए प्रमुख विचार है स्टेडी स्टेट त्रुटि मतलब हम चाहते हैं कि कम से कम स्टेडी स्टेट में r Y के बराबर हो जाए निश्चय ही अगर r अचानक बदलता है तो y अचानक नहीं बदल सकता इसलिए y को r के बराबर होने में कुछ समय लगेगा लेकिन एक बार यह होने के बाद हम चाहते है कि यह त्रुटि शुन्य हो जाए मतलब हम चाहते हैं स्टेडी स्टेट त्रुटि शुन्य रहे अब इसे कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए आमतौर पर हम एक इकाई स्टेप प्रतिक्रिया लेते हैं अगर संदर्भ इनपुट अचानक बदलता है तो किस तरह जैसे जैसे समय बीतता है त्रुटि शुन्य होता है मतलब Lim t→∞ e Refer Slide Time 0256 हम इसे आवृत्ति क्षेत्र में भी व्यक्त कर सकते हैं जोकि फाइनल वैल्यू थ्योरम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इसके अनुसार ess Lim s→0 11GK इसलिए यह स्टेडी स्टेट त्रुटि है और हमारी प्रमुख आवश्यकताओं मैं से एक यह है कि हमें कंट्रोल के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्टडी स्टेट त्रुटि शून्य हो जाए अब हम यह कैसे करेंगे इसलिए अब हमें शून्य स्टडी स्टेट त्रुटि के लिए नियंत्रण करना होगा इसके लिए अब हम एक सामान्य अनुपातिक नियंत्रण लेते हैं अनुपातिक नियंत्रण की समस्या यह है कि यह एक सामान्य गेन है और अगर आपको 1 volt का त्रुटि मिलता है तो आप आउटपुट पर 100 volt प्राप्त करेंगे और अगर त्रुटि 2 volt है तो आप आउटपुट पर 200 volt पाएंगे मतलब सिर्फ एक सामान्य गुना अब स्पष्ट रूप से हम चाहते है कि यह ' r' ' y' के बराबर हो r का एक निश्चित मान है इसलिए हम y का एक निश्चित मान बनाए रखना चाहते हैं अब y का एक खास वैल्यू बनाए रखने के लिए हमें u के एक खास वैल्यू की जरूरत है इसलिए अभी के लिए यह मान लेते हैं की यह यहां नहीं है इसलिए अब हमें यह u कैसे मिलेगा अगर आप इस u को बनाए रखना चाहते हैं तब हमें e का एक खास वैल्यू बनाए रखना होगा मतलब जब तक हमारे पास एक निश्चित मात्रा में स्टेडी स्टेट त्रुटि नहीं होगा तब तक हम U उत्पन्न नहीं कर सकते और इसलिए आप y भी उत्पन्न नहीं कर सकते इसलिए इसका मतलब यह है कि अनुपातिक नियंत्रण को इस्तेमाल करते हुए हम कभी भी स्टेडी स्टेट त्रुटि को 0 नहीं बना सकते है इसलिए यहां पर दो चीजें हो सकती हैं या तो आप इस r को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हैं मतलब मान लीजिए आप r का वह वैल्यू चाहते हैं जिसके लिए आउटपुट 1 volt पर रहे आपको r का कितना वैल्यू देना है आप गणना कर सकते हैं लेकिन यहां आप कृत्रिम रूप से r को 11 volt तक बढ़ा देते हैं ताकि आपको 1 volt आउटपुट मिले ठीक है या आप यह कर सकते हैं कि नियंत्रक जो कर रहा है उसके अलावे आप एक अतिरिक्त इनपुट जिसे मैनुअल बायस भी कहते हैं सीधे प्लांट में लगा सकते हैं इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक चीज करके आप जो भी आउटपुट चाहे बनाए रख सकते हैं लेकिन इसमें समस्या है इसमें प्रमुख समस्या यह है कि इनपुट कौन देगा हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इनपुट देना है उदाहरण के लिए अगर हम 11 volt देते हैं 1 volt आउटपुट के लिए तो यह कैसे पता चलेगा कि अगर हमें 3 volt आउटपुट चाहिए तो कितना इनपुट देना होगा इसलिए स्वाभाविक रूप से मैनुअल हेरफेर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए यह अपने आप होना चाहिए ठीक है इसलिए यह हमें इस सवाल पर लाता है कि बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के हम इस बायस इनपुट को कैसे स्वतः उत्पन्न कर सकते हैं तो सवाल यह है कि कैसे 0 त्रुटि के लिए बायस इनपुट उत्पन्न किया जाए तो यह एक स्थिति है जो यहां वर्णित है यह क्या होना चाहिए इसलिए हमें यह देखना होगा कि वह कौन सा उपकरण है जो शून्य त्रुटि के लिए एक आउटपुट देता है वह उपकरण वास्तव में एक इंटीग्रेटर हैइसलिए इस लूप में कहीं एक इंटीग्रेटर होना चाहिए ताकि 0 त्रुटि के लिए भी हम एक निश्चित आउटपुट दे पाए तो वास्तव में दो मामले हैं जिसमें एक इंटीग्रेटर की आवश्यकता होती है यह पहला मामला है अब कल्पना कीजिए की आपके पास एक इंटीग्रेटर है लेप्लास डोमेन नोटेशन में हमने इसे KiS लिखा है जिसका मतलब है यह वास्तव में एक इंटीग्रेटर है जोकि U ∫ Ki e d तो यह इंटीग्रेटर है यह u के बराबर है अब यहां आप देख सकते हैं कि कुछ समय बाद त्रुटिe के 0 होने के बाद भी हमें कुछ u मिलता है उदाहरण के लिए मान लीजिए त्रुटि 0 हो जाता है यह y है यह स्तर r है यह स्तर है इसलिए यहां त्रुटि 0 हो जाएगा लेकिन इंटीग्रल आउटपुट क्या होगा इस ब्लाक का आउटपुट क्या होगा इस ब्लाक का आउटपुट इस वक्र के अंदर के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्योंकि यह त्रुटि है यह y है और यह r है इसलिए r y लंबवत दूरी है इसलिए यह क्षेत्रफल है ठीक है इसलिए अगर त्रुटि 0 हो जाए तो भी इस क्षेत्रफल का कुछ निश्चित मान होगा इसलिए त्रुटि 0 होने के बाद भी आप निश्चित u उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए इंटीग्रेटर का होना मदद करता है एक और मामला है जिसमें आपके पास एक इंटीग्रेटर हो सकता है मतलब की इंटीग्रेटर वास्तव में प्लांट का ही एक भाग है इसका मतलब है एक आउटपुट बनाए रखने के लिए प्लांट को हमेशा एक इनपुट की जरूरत ना पड़े इसलिए प्लांट अपने आप में एक इंटीग्रेटर है इसका एक साधारण सा उदाहरण क्या है इसका एक साधारण सा उदाहरण है टंकी मान लीजिए आपके पास एक व्यवस्था है जैसा कि हमारे टॉयलेट्स में होता है तो आपके पास पानी का एक बहाव होता है जोकि वास्तव में टंकी में पानी के स्तर के अनुपातिक होता है वास्तव में वहां पर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर एक बॉल कॉक तैरता हुआ गेंद रहता है जब टंकी में पानी नहीं होता है तो बॉल कॉक इस तरह लटकता हुआ रहता है और पानी बहता रहता है जैसे जैसे टंकी में पानी का स्तर बढ़ता जाता है बॉल कॉक ऊपर उठता जाता है और एक निश्चित स्तर पर वाल्व जिसके द्वारा पानी आ रहा होता है वह बंद हो जाता है इसलिए यह उस स्तर को बनाए रखता है अब आप इस टंकी को एक प्लांट की तरह देख सकते हैंजिसमें पानी के बहाव के रूप में एक इंटीग्रेटर है क्योंकि पानी का स्तर कुछ नहीं बल्कि पानी के बहाव का इंटीग्रल हैइसलिए कुछ स्थिति में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए इसे पानी के बहाव की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए पानी का बहाव शून्य हो सकता है तो हमारे पास एक सामान्य अनुपातिक नियंत्रक है इसलिए त्रुटि 0 हो जाता है बहाव शून्य हो जाता हैफिर भी पानी का स्तर बने रहता है इसलिए यह एक और परिस्थिति है जहां आप कह सकते है कि हमारे पास स्टेडी स्टेट त्रुटि शून्य है अब यहां पर हो यह रहा है कि आप देख सकते हैं अगर आप एक इंटीग्रेटर रख देते हैं तो क्या होता है यह बहुत दिलचस्प है तो होता यह है कि यह बायस इनपुट जो पहले आ रहा था अब वह अपने आप आता है इंटीग्रल का आउटपुट जिसकी मैं बात कर रहा था अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है यह अभी भी बढ़ सकता है और फिर यह शून्य हो जाता है और अगर आप सेट प्वाइंट को फिर से बदल देते हैं तो यहां फिर से कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी और फिर से इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट और यह पर्याप्त आउटपुट उत्पन्न करेगा जोकि बिना किसी त्रुटि के निरंतर बने रह सकता है इसलिए आप देखते हैं कि इंटीग्रेटर वास्तव में काम करता है इंटीग्रेटर वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प चीज की तरह काम करता है यह वास्तव में बायस इनपुट देता है जोकि मैन्युअल नहीं हैइसलिए इंटीग्रेटेर वास्तव में एक बायस इनपुट जैसा है लेकिन इसे अपने आप उत्पन्न करता है अब आपको इसे मैनुअली देने की आवश्यकता नहीं है और यह सेट प्वाइंट के आधार पर अपने आप को खुद ही समायोजित कर लेगा इसलिए इंटीग्रेटर अपने आप ही पर्याप्त अतिरिक्त इनपुट बनाएगा और देगा जिससे कि स्टेडी स्टेट त्रुटि निरंतर 0 बना रहे तो यह वह सिद्धांत है जिससे 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि प्राप्त किया जाता है अब इसकी कुछ कमियाँ भी हैउदाहरण के लिए हम देखते है कि अगर इसे आप एक स्टेप रिस्पांस देते हैं तो यह लुप कैसे काम करेगा तो आप देखिए कि मान लीजिए प्रोसेस यहां से प्रारंभ होता हैठीक है तो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है यह स्टार्ट होता है जैसा कि आपने दिया है तो यहां बहुत ज्यादा त्रुटि है इसलिए अनुपातिक नियंत्रक अब एक धनात्मक इनपुट उत्पन्न करता है जो प्लांट को चलाता है इसलिए प्लांट ऊपर की ओर जाता है और सामान्यतः हमें इस तरह का एक स्टेप रिस्पांस प्राप्त होगा तो इस दौरान क्या हो रहा है इस दौरान आपके पास एक धनात्मक अनुपातिक है त्रुटि धनात्मक है इसलिए आउटपुट धनात्मक है लेकिन क्योंकि त्रुटि घट रहा है इसलिए आउटपुट नीचे की ओर जा रहा है मतलब यह धनात्मक है लेकिन नीचे की ओर जा रहा है यह अनुपातिक नियंत्रक का आउटपुट है तो इंटीग्रल नियंत्रक क्या कर रहा है इंटीग्रल नियंत्रक भी धनात्मक है क्योंकि यह धनात्मक त्रुटि को इंटीग्रेट कर रहा है और यह बढ़ रहा है क्योंकि क्षेत्रफल जैसे यह समय के साथ आगे जा रहा है यह क्षेत्रफल भी निरंतर रूप से बढ़ रहा है इसलिए यह धनात्मक है और ऊपर की ओर जा रहा है बढ़ रहा हैठीक है तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है इस बिंदु पर त्रुटि 0 है इसलिए अनुपातिक नियंत्रक का आउटपुट 0 है लेकिन क्योंकि इंटीग्रल नियंत्रक आउटपुट अभी भी धनात्मक है इसलिए प्लांट की यात्रा इस रास्ते पर जारी है ठीक है अब जब यह यहां है मान लेते हैं जब यह यहां है अनुपातिक नियंत्रक इस बिंदु के आसपास P ऋणत्मक है P ऋणत्मक है लेकिन I अभी भी धनात्मक है क्योंकि पहले से ही यहां प्रचुर मात्रा में धनात्मक इंटीग्रल जमा है तो यहां इंटीग्रल निगेटिव है मतलब इंटीग्रल का यह भाग निगेटिव है लेकिन फिर भी यहां बढ़ा धनात्मक इंटीग्रल है इसलिए सब मिलाकर शुद्ध आउटपुट हो सकता है अभी भी धनात्मक हो इसलिए यह अपनी यात्रा जारी रखता है लेकिन आखिरकार यह इंटीग्रल वैल्यू भी घट जाता है और अनुपातिक नियंत्रक का वैल्यू भी काफी निगेटिव हो जाता हैइसलिए सब मिलाकर पूरा इनपुट निगेटिव में बदल जाता है और प्लांट चालू रहता है अब फिर से वही चीजें होती हैंएक बार यह इस रेखा को पार करता है फिर बार बार पार करता है मतलब अब यह झूलते रहेगा इसलिए आप देख सकते हैं कि आमतौर पर इंटीग्रल नियंत्रक के कारण यहां एक दोलन उत्पन्न हो जाता है इसलिए यहां पर एक उच्च ओवरशूट और एक दोलन होता है तो यह इंटीग्रल नियंत्रक की खामी है कि 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि प्राप्त करने के लिए हमें यह मूल्य चुकाना होगा कि ट्रांजियंट रिस्पांस मैं आपको कुछ ओवरशूट मिलेगा तो यह स्टेप रिस्पांस का चित्र है इसलिए अब हम स्टेडी स्टेट त्रुटि को बिना नुकसान पहुँचाए ट्रांजियंट रिस्पांस को सुधारना चाहते हैं तो अगर आप यह करना चाहते हैं तो आपको इस बिंदु के आसपास यहां पर आपको इसे तोड़ते रहना होगा ताकि हम जल्दी से मुड़ पाए तो होगा यह की अब हमें थोड़ा धीरे होना होगा यहां धीरे होने से मतलब यह है कि इस दौरान हमें कुछ नेगेटिव इनपुट उत्पन्न करना होगा और यह नेगेटिव इनपुट इस बिंदु के साथ साथ बढ़ते जाएगा जिससे कि यह तेजी से मुड़ जाए और तब यह वास्तव में तेजी से स्थिर हो जाएगा अब आप देख सकते है कि यह दोलन नहीं करेगा तो हम चाहते है कि यह बहुत बार दोलन ना करें और एक छोटे ओवरशूट के साथ इस पीली वक्र का अनुसरण करते हुए तुरंत स्थिर हो जाए इस तरह का वक्र हम चाहते थे तो अब यह पता चलता है कि हम इस तरह का वक्र प्राप्त कर सकते हैं अगर हम त्रुटि के पास एक डेरिवेटिव टर्म जोड़ दें तो हम वृद्धि समय को कम करना चाहते हैं आमतौर पर हम ओवरशूट मतलब इस ऊंचाई को कम करना चाहते हैं और हम सेटलिंग टाइम को भी कम करना चाहते हैं इस रिस्पांस के द्वारा स्टेडी स्टेट तक पहुंचने में लिए गए पूरे समय को सेटलिंग टाइम कहते हैं तो हम इन सब चीजों को कम करना चाहते हैं अब यह सब कर पाना थोड़ा मुश्किल है और इस कारण आपको एक महत्वपूर्ण ट्यूनिंग का प्रयोग करना पड़ेगा मतलब यह सब जो हम कर सकते थे उन सब में से कुछ समझौता करना पड़ेगा आमतौर पर हमने जो भी किया है वह चीजें हासिल की जा सकती है हम लोग अनुपातिक और इंटीग्रल नियंत्रक के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हम यह भी देख चुके है कि एक डेरिवेटिव जोड़ने के कारण यह ज्यादा ओवरशूट की तरफ नहीं जाता है इसलिए हमें एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की आवश्यकता है क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर नहीं होगा तो यह काफी दोलन करेगा हमें 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि के लिए एक इंटीग्रल कंट्रोलर चाहिए और हमें ओवरशूट को कम करने के लिए और कम सेटलिंग टाइम के लिए एक डेरिवेटिव कंट्रोलर चाहिए और हमें इनके गेंस् जोकि KpKi और Kd है उन्हें अच्छी तरह से ट्यून करना होगा ताकि 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि का त्याग किए बिना हमें एक अच्छा ट्रांजियंट रिस्पांस मिले यहां एक चीज बहुत ही रोचक है कि अगर आप स्टेडी स्टेट में इनपुट की गणना करते हैं तो स्टेडी स्टेट में e 0 है इसलिए यह टर्म 0 है इसलिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ज़ीरो है और क्योंकि यह बदल नहीं रहा है इसलिए dedt भी 0 है इसलिए अब हमारा पूरा आउटपुट इंटीग्रल भाग से आ रहा है इसलिए शून्य स्टेडी स्टेट त्रुटि का सिद्धांत जो आपने पढ़ा है इंटीग्रल कंट्रोल उसका पालन करता है अब जैसा कि मैंने कहा है हम लोग इस तरह का एक स्टेप रिस्पांस चाहते हैं यह एक बहुत ही अच्छा स्टेप रिस्पांस है और हम लोग इसे और भी अच्छा बना सकते हैं अगर हम इसे और भी शार्प बना पाए तो तो यह एक अच्छा स्टेप रिस्पॉन्स है और हम इसे प्राप्त करना चाहेंगे तो अब डिस्टरबेंस रिजेक्शन पर आते हैं तो डिस्टरबेंस रिएक्शन क्या है डिस्टरबेंस कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें से सबसे बढ़ा डिस्टरबेंस है जो आमतौर पर होता है लोड डिस्टरबेंस एक प्रोसेस में डिस्टरबेंस के कई कारण हो सकते हैं जैसे सामग्रियों के गुणों में बदलाव शक्ति स्रोतों में बदलाव वोल्टेज में बदलाव दाब में बदलाव इत्यादि तो यह वह ट्रांसफर फंक्शन हैजिसमें हम डिस्टरबेंस के प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो अब हम y पर d0 के प्रभाव को कम करना चाहते हैं y और d0 के बीच ट्रांसफर फंक्शन यह आ रहा है आपको पता है की सभी प्रकार की बाधाओं को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है लेकिन हम फिर से मान लेते हैं कि एक बहुत ही प्रमुख प्रकार की बाधा है स्टेप डिस्टरबेंस यह डिस्टरबेंस एक या दो बार बदलेगा और फिर ठीक रहेगा इसलिए अगर आपके पास स्टेप डिस्टरबेंस है तो आप फिर से देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक इंटीग्रल है तो जैसे जैसे s 0 होने लगेगा यह टर्म वास्तव में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए इसी कारण से बिल्कुल समान ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है इसलिए जिस तरह से इंटीग्रल कंट्रोलर के साथ e 0 हो जाता है ठीक उसी तरह स्टेप डिस्टरबेंस का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू बढ़ेगा और यह अतिरिक्त घुमाव बल प्रदान करेगा जो वास्तव में बाधाओं को बेअसर कर देगा तो यह एक इंटीग्रल प्रदान करेगा यह बढ़ेगा और y प्रदान करने के बदले y d0 प्रदान करेगा इसलिए d0 जुड़ने के बाद आपको y का वांछित वेल्यू मिलेगा इसलिए इंटीग्रल कंट्रोल बाधाओं को कम करने का एक प्रमुख तरीका है अब हम कुछ दूसरे मुद्दों को देखते हैं वास्तव में हम लोगों को इन चीजों को याद रखना होगा यह बहुत ही व्यवहारिक मुद्दे हैं और संभवत हम लोग इसके बारे में अपने पहले के कंट्रोल पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़े होंगेक्योंकि वहां हम चीजों को आदर्श मानकर चलते हैं लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि कुछ अतिरिक्त नॉन आइडियलिटी भी मौजूद रहती हैं उदाहरण के लिए यहां एक्चुएटेड सैचुरेशन हो सकता है जैसे कि यह एक्चुएटर करैक्टेरिस्टिक्स है यह कंट्रोल्ड इनपुट CI है और यह प्लांट इनपुट PI है इसलिए आप जैसे जैसे कंट्रोल इनपुट को बढ़ाएंगेएक्चुएटर आपको उसी के समानुपातिक प्लांट इनपुट देगा लेकिन एक निश्चित बिंदु तक ही उसके बाद यह संतृप्त हो जाएगा और इसके बाद अगर आप कंट्रोल इनपुट को और बढ़ाएंगे तो भी यह आपको समानुपातिक उच्च प्लांट इनपुट नहीं देगा अब जैसे ही एक्चुएटर संतृप्त हो जाता है फीडबैक लूप प्रभावी रूप से खुल जाता है क्योंकि त्रुटियों का प्रभाव अब आउटपुट या फिर कहे की प्लांट इनपुट तक प्रसारित नहीं होगा इसलिए त्रुटियों के कारण इनपुट में कोई बदलाव नहीं होगा और यह स्थिर बना रहेगाजोकि ओपन लूप ऑपरेशन जैसा है मतलब आपका कंट्रोल समाप्त हो गया है और यही नहीं कभी कभी जैसा कि हम बाद में देखेंगे दृढ़ एक्चुएटर संतृप्तता का कंट्रोलर्स पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है विशेष रुप से इस तथ्य के कारण की कंट्रोलर्स के पास स्मरण शक्ति होती है यह एक खास घटना है जो PID कंट्रोलर्स मैं होता है और इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में विस्तार से देखेंगे इसलिए अगला मुद्दा जो हम देखेंगे वह है सेंसर बायस तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास सेंसर बायस है मतलब सेंसर में कुछ त्रुटि है सेंसर कंट्रोलर का आंख होता है इसलिए सेंसर जो भी देखता है कंट्रोलर केवल उसी पर काम करता है इसलिए अगर आपके पास बायस है तो आप सोच सकते हैं कि कंट्रोलर एक इनपुट उत्पन्न करेगा जिसमें जीरो त्रुटि होगा लेकिन वास्तव में यहां पर जीरो त्रुटि नहीं होगा इसलिए आपके पास जीरो त्रुटि मिलेगा लेकिन वह जीरो त्रुटि नहीं होगा इसी तरह वास्तव में आप किसी मॉडल के आधार पर कंट्रोलर बनाते हैं लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि वास्तव में मॉडल ही गलत होता है इसलिए आपके पास हमेशा मॉडल त्रुटियां रहेंगी और ये मॉडल त्रुटियां आमतौर पर उच्च आवृत्ति बैंड मैं ज्यादा प्रभावी होती हैं और अब याद रखें कि अगर आपके पास उच्च आवृत्ति बैंड में त्रुटि है वास्तव में अस्थिरता उच्च आवृत्ति बैंड में ही होता है DC बैंड या निम्न आवर्ती बैंड मैं नहीं इसलिए अगर आपके पास उच्च आवृत्ति बैंड में मॉडलिंग त्रुटि है तो ऐसे मॉडलिंग त्रुटियां स्थिरता की समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा इसलिए इन चीजों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास जो भी है उसके अलावा और भी कई आर्किटेक्चर संभव है और हम उनमें से कुछ को देखेंगे उदाहरण के लिए फीड फॉरवार्ड कंफीग्रेशन कैस्केड कंफीग्रेशन हम इन सभी को देखेंगे आखिरकार जब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं मुझे बोलचाल की भाषा में कंट्रोल के कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख करने दें इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप फीडबैक देते हैं आप वही कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर्स वास्तव में फीडबैक को ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं इसलिए अगर आपका फीडबैक त्रुटिपूर्ण है तो आपका कंट्रोल भी त्रुटिपूर्ण होगा अगर आप कमरे में बैठे हैं और आपने तापमान सेंसर को कमरे की छत पर रखा हुआ है तब आप कमरे की छत पर का तापमान नियंत्रित कर रहे हैं कमरे का नहीं ठीक है फिर जिसे आप सक्रिय नहीं कर सकते उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप कंट्रोलर से आउटपुट में कुछ भी दे सकते हैं आप कोई भी फैंसी एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आप इसे सक्रिय नहीं कर सकते तो आप इसे अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अगर आप किसी डिस्टरबेंस को माप सकते हैं या एस्टीमेट कर सकते हैं तभी आप उसकी भरपाई कर सकते हैं मेरा मतलब है बहुत सारे एडवांस्ड एल्गोरिदम है जो इसे सही तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं स्थिरता पर्याप्त नहीं है स्थिरता मुश्किल से बुनियादी प्रदर्शन है आपको स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए और फिर प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए लेकिन जब आप प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं आप अधिक से अधिक सुधार करने की कोशिश करते हैं और अंत में अस्थिरता के परिणाम मिलते हैं इसलिए अस्थिरता वास्तव में यह बताता है कि आप कितना अधिकतम प्रदर्शन पा सकते हैं और मॉडल हमेशा अनुमानित होते हैं अधिकांश प्रणालियां वास्तव में नॉनलीनियर होती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनुमानित मॉडल के साथ काम कर सकते हैं इसलिए लिनियर कंट्रोल नॉनलीनियर प्लांट के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है लेकिन कभी कभी हो सकता है कि नॉनलीनियर कंट्रोल और अच्छे से काम करें लेकिन 95 औद्योगिक कंट्रोलर लीनियर है तो अब हम इस व्याख्यान के अंत में पहुंच गए हैं इसलिए इसकी तेजी से समीक्षा कर लेते हैं इस व्याख्यान में हमने स्वचालित नियंत्रण के उद्देश्यों को देखाजो हैस्थिरता बनाए रखना सेट प्वाइंट का अनुसरण करना और बाधाओं को अस्वीकार करना हमने स्थिरता को देखा और प्रोसेस लूप मैं अस्थिरता के कारण स्थिरता के कारणों को पाया हमने स्टेडी स्टेट त्रुटि और इसे कम करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया हमने देखा की PID कंट्रोल एक बहुत ही सामान्य और प्रभावी तरीका है इसे करने का और अंततः हमने देखा की PID कंट्रोलर कुछ हद तक बाधाओं को भी अस्वीकार कर सकता है इसके साथ ही यह व्याख्यान समाप्त हुआ यह आपके विचार करने के लिए कुछ बिंदु हैं पहला है स्वचालित कंट्रोल के तीन मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करें इसे मैंने अभी तुरंत कहा था कंट्रोल लूप में अस्थिरता के तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें क्या अनुपातिक कंट्रोलर के लिए 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि प्राप्त करना संभव है मैंने पहले ही इसका एक उदाहरण दिया था आप इसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें और समझाएं कि एक PID कंट्रोलर अच्छा ट्रांजियंट परफॉर्मेंस और 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि एक साथ कैसे प्राप्त कर सकता है और अंत में इस कथन का सही या विरोधाभास करें कि PID कंट्रोल शून्य स्टेडी स्टेट त्रुटि को सेट पॉइंट्स और डिस्टरबेंस के साथ प्राप्त करता है आपको बहुत धन्यवाद अब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे